आर का उपयोग कर MCDAम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हम AHP पर चर्चा कर रहे हैं जो कि विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया है विशेष रूप से हम आर में एक मॉडलिंग अभ्यास कर रहे हैं इसलिए हम उस बिंदु पर वापस पहुंचेंगे जहां हम पिछले व्याख्यान में रुके थे मुझे RStudio खोलें हम यह अभ्यास एक छोटी कार खरीदने पर कर रहे थे हमने आर में दो विशिष्ट पैकेजों के बारे में बात की जो AHPमॉडलिंग के लिए उपलब्ध हैं पिछले व्याख्यान में हमने जो पहला पैकेज बात की थी वह MCDA पैकेज था और दूसरा पैकेज जो थोड़ा और उन्नत है वह 'AHP'पैकेज है हमने पहले ही व्याख्यान में MCDA के पहले पैकेज को कवर कर लिया था और हम AHPपैकेज का उपयोग करने के बीच में थे इसलिए हम कुछ चरणों के साथ शुरू करेंगे जिन्हें हमने पहले ही व्याख्यान में कवर किया था फिर हम इस लाइब्रेरी ahp को लोड करने के साथ शुरू करेंगे और फिर यह विशेष फ़ाइल जिसे हमें ज़रूरत है तो फिर से हमें इस फ़ाइल के स्थान को कॉपी करने की आवश्यकता है इस ahp लाइब्रेरी को लोड करने के बाद हम अपनी ahp फाइलों का पता लगाएंगे जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी इसलिए हम इस विशेष लाइन कोड का उपयोग करेंगे और आप देख सकते हैं कि दो ahp फाइलें हैं इसलिए जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में किया था हम इस एक कार 2 का चयन करेंगे तो हम इस फाइल को चुनें एक बार यह पूरा हो जाने के बाद पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह इस लोड फ़ंक्शन का उपयोग करके यहां इस 'ahp' फाइल को लोड करना है और आप देख सकते हैं कि पर्यावरण खंड में कुछ चीजें बदल रही हैं यहां आप p AHP'फाइल और कार AHPदेख सकते हैं ये दो चर हैं जो बनाए गए हैं और इस पर्यावरण पैनल में समान हैं अगला हमें AHPस्कोर वजन योगदान और सीआर कि संगति अनुपात की गणना करने की आवश्यकता है इसलिए हम इस एक फ़ंक्शन calculate का उपयोग कर सकते हैं यह एक फ़ंक्शन इस पैकेज के तहत आवश्यक अधिकांश संगणनाएँ करता है तो हम इस कोड को चलाएंगे यदि इस समय आप ट्री आरेख की कल्पना करना चाहते हैं तो विज़ुअलाइज़ फ़ंक्शन उपलब्ध है और हम व्यूअर पैनल में ट्री आरेख देख पाएंगे यह विशेष बात पिछले व्याख्यान में भी की गई थी अब हम कोड की अगली पंक्ति में आते हैं इसलिए यहां हम इस विश्लेषण फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और उसी तर्क कार AHPको तेज किया जा रहा है दरअसल यह विशेष चर गतिशील रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रत्येक फ़ंक्शन इस चर का उपयोग कर रहा है और अपनी गणना कर रहा है और हम केवल फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम इस कोड को चलाते हैं और आप देखेंगे पिछले व्याख्यान में मुझे लगता है कि हम इस बिंदु पर रुक गए इसलिए हम परिणामों को देख सकते हैं और इसकी तुलना हमने MCDA पैकेज का उपयोग करके पिछले व्याख्यान में की है हमें वहां सिर्फ वेट मिला विभिन्न विकल्पों के लिए अंतिम वैश्विकीकृत प्राथमिकताओं और उन प्राथमिकताओं का उपयोग रैंकिंग के उत्पादन के लिए किया जा सकता है लेकिन इस विशेष पैकेज में हमारे पास वास्तव में बहुत अधिक विवरण हो सकते हैं जैसा कि आप परिणामों में इस कंसोल पैनल में यहां देख सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास ये चार विकल्प हैं उदाहरण के लिए ये चार कारें और आप प्रतिशत प्रारूप में प्राथमिकताओं को देख सकते हैं तो परिणाम समान हैं और आप उस विसंगति को भी देख सकते हैं जो यहां प्रदर्शित है तो उनमें से एक मानदंड के लिए है तो अन्य चार तुलनात्मक मेट्रिस थे और उनमें से प्रत्येक के लिए यह प्रदर्शित किया गया है अब आप यह भी देख सकते हैं कि इन मानदंडों की विश्वसनीयता शैली और ईंधन के खिलाफ हमारे पास स्कोर हैं जो वास्तव में इन मानदंडों की प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न विकल्पों के लिए इन मानदंडों के भीतर हम प्रतिशत स्कोर देख सकते हैं जो इन विकल्पों के संबंध में प्राथमिकताएं हैं ये मापदंड इसलिए मानदंड विश्वसनीयता शैली और ईंधन के संबंध में हमें संबंधित प्राथमिकता स्कोर मिलते हैं तो वेट कॉलम के तहत ये स्कोर वास्तव में मानदंडों के लिए प्राथमिकता स्कोर हैं और ये चार मूल्य जो हम यहां देखते हैं ये वैश्विक प्राथमिकता स्कोर हैं इसलिए वैश्विक प्राथमिकता स्कोर वे हैं जिनका उपयोग रैंकिंग बनाने के लिए किया जा सकता है और इन चार वैश्विक प्राथमिकताओं मूल्यों को वास्तव में दूसरे प्रारूप में दशमलव प्रारूप में उत्पादित किया गया था जो कि MCDA है जो हमने उपयोग किया था और इस पैकेज में आप देख सकते हैं कि विसंगति प्रतिशत प्रारूप में भी प्रदर्शित होती है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी किसी विशेष तुलना मैट्रिक्स के स्वीकार्य होने के लिए यह मान दस प्रतिशत से कम होना चाहिए हम देख सकते हैं कि मेट्रिसेस में से एक में विसंगति का मूल्य दस प्रतिशत से अधिक है और इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना है पर चलते हैं इस पैकेज के तहत एक और फ़ंक्शन उपलब्ध है जिसे विश्लेषण तालिका कहा जाता है इस फ़ंक्शन का उपयोग समान परिणाम प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता है लेकिन अधिक सुंदर प्रारूप में इसलिए हम देखेंगे कि हमारे मॉडल के लिए पदानुक्रमित संरचना के करीब दर्शक टैब में एक और आउटपुट है तो चलिए हम इस कोड को चलाते हैं और आप देखेंगे कि इस दर्शक पैनल में वही संख्याएँ जो हमने कंसोल में देखी थीं उन्हें दूसरे फैशन में प्रदर्शित किया जा रहा है तो यह 'ahp' पैकेज और उन विभिन्न परिणामों के बारे में है जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं इसलिए इस विशेष पैकेज में हम मापदंड विकल्प वैश्विक प्राथमिकताओं और असंगति स्कोर के लिए प्राथमिकता स्कोर का उत्पादन कर सकते हैं इस पैकेज के अंतर्गत कुछ और कार्य उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कुछ विशेष जानकारियों के लिए भी किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप प्राथमिकताओं की गणना करना चाहते हैं तो वास्तव में प्राथमिकताओं की गणना करने के लिए अलग अलग तरीके हैं हम इस व्याख्यान में बाद में उन तरीकों के बारे में बात करेंगे इसलिए इन प्राथमिकताओं को कैसे प्राप्त किया जाता है इन प्राथमिकताओं की गणना के पीछे अंतर्निहित गणित क्या है इस बारे में हम बाद में व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसलिए जैसा कि हम बाद में देखेंगे हम तीन लोकप्रिय तरीकों के बारे में बात करेंगेEigenvalues methodapproximate method या Mean Normalization और Geometric Mean method तो ये तीन मुख्य विधियाँ हैं जिनका उपयोग वास्तव में AHPविधि में गणित करने के लिए किया जाता है इन विधियों का उपयोग करके हम प्राथमिकताओं को उत्पन्न करने में सक्षम होंगे आमतौर पर eigenvalue पद्धति का उपयोग आर पर्यावरण और अधिकांश अन्य सॉफ़्टवेयर सहित अधिकांश पैकेजों में किया जाता है इसलिए हम हमेशा eigenvalues पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और इनपुट युग्मक तुलना मैट्रिक्स होने जा रहा है और हमें प्राथमिकताएं मिलेंगी यदि आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि प्राथमिकताएं क्या हैं और उनकी गणना कैसे की जा रही है तो जोड़ीदार मैट्रिक्स के रूप क्या हैं तो हम इस फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं इन कार्यों और किसी भी अन्य फ़ंक्शन के बारे में अधिक जानकारी जो आपने इस व्याख्यान में देखी है हमेशा सहायता अनुभाग में पाई जा सकती है आप फ़ंक्शन का नाम टाइप कर सकते हैं और पूर्ण विवरण आपको प्रदर्शित किया जाएगा और आप अधिक विशिष्ट विवरणों का पता लगाने में सक्षम होंगे इसलिए हम जो करने जा रहे हैं हम इन कोड को चलाएंगे लेकिन इससे पहले कि हम इस कोड को भी चला सकें हमें शैली की कसौटी के लिए मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता है तो इसके लिए हम अपनी पिछली R स्क्रिप्ट पर वापस जाएंगे जहाँ हमने वास्तव में इस मैट्रिक्स को बनाया है यदि आपको याद है यह विशेष मैट्रिक्स स्टाइल मानदंड के संबंध में विकल्पों की तुलना के लिए है इस मैट्रिक्स में इन जोड़ीदार तुलनाओं मूल्यों को देखते हुए हम उनसे प्राथमिकताओं की गणना कर सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक विकल्प के लिए हमें दशमलव प्रारूप में प्राथमिकताएँ मिली हैं और आपको वहाँ भी स्थिरता स्कोर दिखाई देगा इसलिए पिछला आउटपुट जो हमने देखा था यानी 164 प्रतिशत यह असंगति का स्कोर है तो इन कार्यों को फिर से एक विशेष मैट्रिक्स दिए गए प्राथमिकता स्कोर की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और यदि आप Eigenvalue विधि में रुचि नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप मीन सामान्यीकरण के लिए जा सकते हैं जिसे अनुमानित विधि या ज्यामितीय मतलब विधि भी कहा जाता है इसलिए हम आपको कोड की इन पंक्तियों को अनुमानित और ज्यामितीय माध्य विधियों के लिए भी जानते हैं यदि हम इन दो कार्यों के परिणामों की तुलना करते हैं तो आप वज़न देख सकते हैं ये स्कोर जो हमें Eigenvalue का उपयोग करने और मीन नॉर्मलाइज़ेशन का उपयोग करने के लिए मिला है जो कि अनुमानित विधि भी है वे थोड़ा अलग हैं यह अंतर क्यों है क्योंकि अनिवार्य रूप से वे अलग अलग तरीके हैं इसलिए इसलिए जो गणना की जाती है वह गणित जो किया जाता है वह थोड़ा अलग है बाद में इस व्याख्यान में हम इन तरीकों के बारे में बात करेंगे और यह गणना कैसे की जाती है अभी के लिए आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरीकों का उपयोग जोड़ीदार तुलना मैट्रीस से प्राथमिकताओं की गणना करने के लिए किया जा सकता है और स्कोर थोड़ा अलग होगा लेकिन अगर हम अंतिम आउटपुट या अंतिम रैंकिंग के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो शायद यदि मैट्रिक्स सुसंगत है तो हमें इन सभी तरीकों से समान आउटपुट प्राप्त होगा अब माध्य सामान्यीकरण विधि में आप यह भी देखेंगे कि संगति स्कोर नहीं दिया गया है यह मुख्य रूप से है क्योंकि इस पद्धति के तहत संगतता स्कोर की गणना नहीं की जा सकती है हम इस बारे में अधिक विस्तार से बाद में इस व्याख्यान में बात करेंगे अब तीसरा फ़ंक्शन जिसे आप यहां स्क्रिप्ट में देख सकते हैं इसे Geometric Mean कहा जाता है हम इसे फिर से उसी मैट्रिक्स पर लागू करेंगे और आप देख सकते हैं कि स्कोर फिर से पिछले दो तरीकों से थोड़ा अलग हैं इसलिए यदि आप तुलना करते हैं तो हमारे यहां प्राप्त अंकों के संदर्भ में थोड़ा अंतर है इस विधि में भी फिर से आप देखेंगे कि हमारे पास कोई निरंतरता स्कोर नहीं है इसलिए यदि हम निरंतरता जांच करना चाहते हैं तो आइजनवेल्यू एकमात्र तरीका है जो हमें वह देने जा रहा है अब हम अपनी चर्चा पर वापस जाते हैं तो अब हम AHPके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे हमें शुरू करने दो मैं सीधे उस हिस्से में जाऊंगा जहां हम इन तरीकों के बारे में बात करेंगे अब हम AHPपर कुछ और बिंदुओं की ओर बढ़ेंगे हमें समस्या संरचना के साथ शुरू करते हैं पहला सवाल यह है कि संरचना कैसे बन सकती है इसके लिए हमारे पास बुद्धिशीलता सत्र हैं समान समस्या अध्ययनों का विश्लेषण करना फोकस समूहों का आयोजन करना आदि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लक्ष्य बनाते समय हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि कौन से मापदंड हैं जो निर्णय समस्या को हल करने का हिस्सा बनने जा रहे हैं इसलिए इसके लिए आपको मंथन सत्र की आवश्यकता हो सकती है साथ ही समान समस्या अध्ययनों का विश्लेषण करना उपयोगी हो सकता है क्योंकि आप सीधे वहां से कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों का अनुमान लगा सकते हैं फोकस समूहों को व्यवस्थित करना एक ही काम करने का एक और तरीका है इसलिए समस्या संरचना चरण में इनमें से कुछ तरीकों को लागू किया जा सकता है इससे पहले कि हम आगे बढ़ सकें अब अगला महत्वपूर्ण पहलू निर्णय तत्वों की पदानुक्रम में संरचना है यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अगर हम एक विशेष मंथन सत्र से बाहर एक संरचना बनाने के लिए होते हैं और एक अन्य फोकस समूह चर्चा या मंथन सत्र की मदद से हम एक अलग संरचना बनाते हैं तो अंतिम आउटपुट भी अलग होने वाला है इसलिए हमारे AHPमॉडलिंग से हमें जो आउटपुट मिलता है वह उस संरचना पर निर्भर करता है जिसे हम बनाते हैं पदानुक्रमित संरचना जो AHPतकनीक का हिस्सा है इसलिए एक अलग संरचना अलग अंतिम रैंकिंग को जन्म देगी इस बिंदु पर मैं आपको AHPका एक और महत्वपूर्ण पहलू याद दिलाना चाहूंगा जब हम मापदंड पर विचार करते हैं तो प्रत्येक मानदंड के तहत हम कई उप मानदंडों पर विचार कर सकते हैं आमतौर पर क्या होता है कि कुछ मानदंडों में उप मानदंडों की अधिक संख्या होती है इसलिए AHPके पूरे मॉडलिंग और गणित को जिस तरह से निष्पादित किया जाता है आमतौर पर बड़ी संख्या में उप मानदंडों के साथ मानदंड अधिक भार प्राप्त करेंगे इसलिए ये दोनों बिंदु इस अर्थ को व्यक्त करते हैं कि हम जो संरचना बनाते हैं वह बुद्धिशीलता है जो हम निर्णय की समस्या के लिए करते हैं और पदानुक्रमित संरचना जो हम बनाते हैं जो उस प्रकार के आउटपुट को निर्धारित करने वाला है जो हमें मिलता है हमें आगे बढ़ाते हैं अब निर्णय के पैमाने पर कुछ और बिंदु इसलिए हम आमतौर पर AHP में जिस पैमाने का उपयोग करते हैं जैसा कि हम पहले ही व्याख्यान में इस विशेष पहलू के बारे में बात कर चुके हैं मौलिक 1 से 9 पैमाने है जो हम उपयोग करते हैं अब AHP में जैसा कि हमने बात की है हम निर्णय निर्माताओं से जोड़ीदार तुलना की तलाश करते हैं इसलिए इन जोड़ीदार तुलनाओं को वास्तव में अनुपात तराजू की आवश्यकता होती है तो हमें अनुपात के पैमाने की आवश्यकता क्यों है क्योंकि बाद में हम समग्र माप होंगे और इसके लिए हमें उसी इकाई की आवश्यकता होगी हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने इस बारे में तर्क दिया है कि अनुपात पैमाने का उपयोग क्यों किया जा रहा है क्योंकि निरपेक्ष शून्य की उपस्थिति पर सवाल उठाया जाता है लेकिन क्योंकि समान इकाइयों का उपयोग बाद में एकत्रीकरण कदम के लिए किया जाना है इस उद्देश्य के लिए हमें अनुपात तराजू की आवश्यकता है यदि हम अंतराल पैमाने का उपयोग करते हैं और यदि यह इकाई बदल जाती है तो यह परिणाम को प्रभावित कर सकता है इसलिए अनुपात तराजू को प्राथमिकता दी जाती है निर्णय के संदर्भ में यह एक सापेक्ष मूल्य या एक भागफल है उदाहरण के लिए बी द्वारा विभाजित जहां ए और बी एक ही इकाई वाले दो मात्राएं हैं आइए हम निरंतरता पर कुछ और बिंदुओं के बारे में बात करते हैं अब तक हमने अपने RStudio अभ्यास में स्थिरता जांच के महत्व के बारे में बात की है अब अगला सवाल है कि AHP में स्थिरता से हमारा क्या मतलब है जोड़ीदार तुलनाओं द्वारा भरे गए मैट्रिक्स को सुसंगत कहा जाता है यदि पारगमन और पारस्परिकता नियमों का सम्मान किया जाता है यदि इन दो नियमों का सम्मान किया जाता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स सुसंगत है यदि मैट्रिक्स पूरी तरह से सुसंगत है तो कुछ अन्य गुण हैं जो इसका हिस्सा बन जाते हैं उदाहरण के लिए एक तुलना मैट्रिक्स तत्व aij दिया जाता है इसलिए यह विशिष्ट संकेतन है जिसका उपयोग हम मैट्रिक्स बीजगणित में करते हैं जहाँ मैं पंक्ति को निरूपित कर रहा हूँ और j स्तंभ को निरूपित कर रहा है आइज पंक्ति i और कॉलम j के लिए मैट्रिक्स के भीतर का तत्व है तो aij पंक्ति i मानदंड या स्तंभ j मानदंड या विकल्प के साथ विकल्प की तुलना है इसलिए यदि हमारे पास युग्मक तुलना मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के भीतर कोई भी मूल्य पंक्ति i मानदंड या कॉलम j मानदंड या विकल्प के साथ वैकल्पिक होगा इसलिए यदि मैट्रिक्स सुसंगत है जिसका अर्थ है कि यह दो गुणों का अनुसरण कर रहा है परिवर्तनशीलता और पारस्परिकता यदि इन दो गुणों का पालन किया जा रहा है तो आप यह भी देखेंगे कि यह मान अजा यह इस समानता का पालन करेगा aij pi pj जहां पाई पंक्ति i और pj के लिए मानदंड या विकल्प की प्राथमिकता है और स्तंभ j के लिए मानदंड या विकल्प की प्राथमिकता है इसलिए आमतौर पर प्राथमिकताएं ज्ञात नहीं होती हैं जब हम इस पद्धति को लागू करते हैं तो उनकी गणना की जाती है हालांकि अगर इन प्राथमिकताओं को जाना जाता है और यदि मैट्रिक्स सुसंगत है तो इस समानता का पालन किया जाएगा और aij का उपयोग करने के बजाय हम pi और pj के इस अनुपात का उपयोग कर सकते हैं और हम पूरी तरह से संगत मैट्रिक्स का निर्माण करने में सक्षम होंगे इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए अब जैसा कि हमने निरंतरता जांच करने के बारे में बात की है हम कुछ मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं और सबसे लोकप्रिय मैट्रिक्स में से एक है स्थिरता अनुपात यह संगति अनुपात कैसे व्युत्पन्न होता है तो Saaty स्थिरता अनुपात या सीआर द्वारा विकसित प्राथमिकताओं व्युत्पत्ति के लिए eigenvalue विधि से संबंधित है इसलिए हमने जो RStudio पर्यावरण अभ्यास किया उसमें हमने तीन कार्यों के बारे में बात की और हमने देखा कि स्थिरता स्कोर की गणना केवल एक विधि में की जाती है जो कि आइजनवेल विधि है इस स्थिरता अनुपात या सीआर को सीआई द्वारा विभाजित सीआई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां सीआई स्थिरता सूचकांक है अब आप देख सकते हैं कि सीआई के लिए सूत्र निम्नानुसार है जहां λmax अधिकतम eigenvalue है और n तुलना मैट्रिक्स का आयाम है अन्य घटक आरआई है जो यादृच्छिक सूचकांक है इसलिए जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में भी बात कर चुके हैं 500 रैंडम भरे हुए मेट्रिसेस का यह औसत CI लिया जाता है और हमें रैंडम इंडेक्स मिलता है इसलिए हम इस बात पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करेंगे कि कैसे एक बार हम इस पद्धति को व्युत्पन्न करते हैं जब हम आइगेनवैल्यू पद्धति पर चर्चा करते हैं लेकिन इस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि CI स्थिरता सूचकांक और यहां वास्तव में उस विसंगति का संकेत है जो एक विशेष मैट्रिक्स में है यदि मैट्रिक्स पूरी तरह से सुसंगत था तो λmax का मान n के बराबर होगा अन्यथा अंतर होगा और जिसे यहां संगति सूचकांक में इंगित किया जा सकता है और फिर हम इसे RI द्वारा विभाजित करते हैं जो स्थिरता अनुपात प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक सूचकांक है इसलिए यदि स्थिरता अनुपात का स्कोर दस प्रतिशत से कम है तो यह स्वीकार्य स्थिरता है अन्यथा हमें तुलना मैट्रिक्स पर पुनर्विचार करना होगा अब हम अगले चरण के बारे में बात करते हैं जो प्राथमिकताएं व्युत्पन्न हैं इसलिए जैसा कि मैंने इस बारे में बात की है कि AHP पद्धति के पीछे का गणित है जिसका उपयोग रैंकिंग बनाने के लिए किया जाता है तो इसके तहत हम तीन तरीकों के बारे में बात करेंगे अनुमानित विधि आइजनवेल्यू विधि और ज्यामितीय माध्य विधि इस व्याख्यान में हमने जो चर्चा की उसमें से कुछ की चर्चा हम एक बार स्वदेशी विधि से करने पर स्पष्ट हो जाएंगे इसलिए जैसा कि मैंने इस बारे में बात की कि यदि मैट्रिक्स सुसंगत है तो ये सभी विधियां वास्तव में समान प्राथमिकताओं का उत्पादन कर रही होंगी आइए हम इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं पहला एक अनुमानित तरीका है दो मुख्य चरण हैं प्रत्येक मैट्रिक्स पंक्ति i के लिए सबसे पहले हम पंक्ति तत्वों का योग करते हैं इसलिए पंक्ति या तो मानदंड या विकल्प के अनुरूप होगी और उन तुलनात्मक मान पंक्ति के साथ होने वाले हैं इसलिए पहले चरण में हम उन सभी मूल्यों को जोड़ते हैं और उसके बाद सामान्यीकरण करने जा रहे हैं मान लीजिए कि मैट्रिक्स 3x3 है इसलिए हमें तीन पंक्तियों में से प्रत्येक के लिए तीन समन मूल्य मिलेंगे और फिर इस सूत्र का उपयोग करके सामान्यीकरण चरण किया जाएगा यह सामान्यीकरण ही हमें प्राथमिकता स्कोर भी देगा हालाँकि यह समस्या है कि लगभग विधि में हम एक स्थिरता जांच नहीं कर सकते हैं जैसा कि हमने अपने RStudio अभ्यास में देखा है अब यदि हम eigenvalue विधि को देखते हैं तो यह समीकरण Ap np है जहां A तुलना मैट्रिक्स है और p प्राथमिकता सदिश है और n A का आयाम है इसलिए प्राथमिकताओं की गणना के लिए इस समीकरण को हल करना होगा यदि मैट्रिक्स असमान है तो यह समीकरण मान नहीं है और हम एक अन्य अज्ञात चर का उपयोग करते हैं जिसे लैम्ब्डा ने कहा है तो अब समीकरण बन गया है इस लैम्ब्डा में eigenvalue के रूप में संदर्भित किया जाता है और p वास्तव में संबद्ध आइजनवेक्टर है और इस विशेष प्रकार के समीकरण निर्माण को रैखिक बीजगणित में ईजेनवल्यू समस्या के रूप में संदर्भित किया जाता है अब यहां आप यह भी देखेंगे कि यह λ value अधिकतम मूल्य है जिसे हम समीकरण Ap λp को संतुष्ट करके गणना कर सकते हैं ताकि अंतर λmax n असंगतता का माप बन जाए यदि आपको याद है कि हमने स्थिरता सूचकांक के अंश भाग में λmax n के मूल्य का उपयोग किया है अब eigenvalue विधि के बारे में कुछ और बिंदु इस पद्धति के साथ कुछ समस्याएं भी हैं उदाहरण के लिए अनुमानित पद्धति के मामले में हमें निरंतरता की गणना करने में सक्षम नहीं होने की समस्या थी अब यहाँ यह विधि दाएँ बाएँ असंगतता से ग्रस्त हो सकती है तो यह दाएं बाएं असंगति वास्तव में रैंक उलट घटना को जन्म देगा अगर पैमाने उलटा है तो आम तौर पर क्या होता है यदि आप कुछ पैमानों का उपयोग कर रहे हैं और यदि मान उलटे हैं तो क्या होता है कि जो अंक हमें मिलते हैं और अंतिम रैंकिंग जो हमें मिलती है उसे बदला जा सकता है हालाँकि यह सुसंगत मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है और यह केवल रैंक के असंगत मैट्रिक्स के लिए चार से अधिक या उसके बराबर होता है अब हम अगली विधि के बारे में बात करते हैं जो कि ज्यामितीय माध्य विधि है इस विधि को लॉगरिदमिक न्यूनतम वर्ग विधि भी कहा जाता है इस पद्धति को प्रस्तावित किया गया था कि आइजनवेल्यू पद्धति में दाईं बाईं विसंगति की समस्या को दूर किया जाए इस पद्धति के तहत एक त्रुटि शब्द को निम्नलिखित समीकरण में शामिल किया गया था पहले हमने इस बारे में बात की थी कि अगर हमारे पास पूरी तरह से सुसंगत मैट्रिक्स है तो aij pi pj द्वारा निरूपित किया जाएगा हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो एक त्रुटि घटक शामिल किया जा सकता है अब इस त्रुटि को कम से कम किया जाना है और आप देख सकते हैं कि यह गुणात्मक त्रुटि है इसलिए हमें दोनों तरफ ln लेकर लॉग ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना होगा और इसलिए हम त्रुटियों की राशि को कम करने के लिए समीकरण प्राप्त कर सकते हैं अब इस त्रुटि को लॉग सामान्य रूप से वितरित माना जाता है यदि आप रैखिक समीकरण को याद करते हैं तो त्रुटि आमतौर पर प्रकृति में additive है इसलिए यदि आपको याद है कि प्रतिगमन समीकरण y 0 x1x1 β2x2 nxn त्रुटि शब्दों जैसे हैं तो वह त्रुटि शब्द एक योजक शब्द है तो यह आमतौर पर माना जाता है कि आम तौर पर वितरित किया जाता है यहां त्रुटि शब्द गुणात्मक है इसलिए इसलिए हमें लॉग ट्रांसफ़ॉर्म लेना होगा और इसलिए इसे लॉग सामान्य रूप से वितरित किया जाना माना जाता है तो हम इस पद्धति के तहत प्राथमिकताओं की गणना कैसे करते हैं प्राथमिकता पीआई की गणना इस के बाद की जा सकती है कि आप समीकरण जानते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पिछले समीकरण के बारे में बात की है अगर हम इसका ln लेते हैं तो हम इस समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है इसलिए इन प्राथमिकताओं की गणना निम्नलिखित त्रुटि अभिव्यक्ति को कम करके की जानी चाहिए यह वास्तव में निम्नलिखित समीकरण से सीधे आ रहा है तो यह सीधे वहाँ से आ रहा है यदि आप ln लेते हैं और आप त्रुटि भाग की गणना करते हैं तो अब हम अगले भाग पर आएँगे जो एकत्रीकरण है एक बार मापदंड प्राथमिकताओं और वैकल्पिक प्राथमिकताओं की गणना की गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और वैश्विक प्राथमिकताओं की गणना कर सकते हैं इस प्रकार यहाँ एकत्रीकरण के रूप में जाना जाता है और इसीलिए यह विधि एकत्रीकरण विधि का हिस्सा बन जाती है AHP को एकत्रीकरण विधियों का हिस्सा भी माना जाता है एकत्रीकरण के तहत पहला और अधिक सामान्य दृष्टिकोण योगात्मक एकत्रीकरण है और आप यहां अभिव्यक्ति देख सकते हैं

जहां पाई वैश्विक प्राथमिकता है wj वजन के रूप में इस्तेमाल की जा रही कसौटी जम्मू की प्राथमिकता है और मानदंड j के संबंध में वैकल्पिक i की प्राथमिकता है इस मामले में हम पहले ही wj की गणना कर लेते यदि हमारे पास मापदंड और विकल्प के लिए प्राथमिकताएं होतीं इसलिए आप देख सकते हैं कि इस भारित राशि की गणना यहाँ की जा रही है और यह वैश्विक प्राथमिकता बन गई है अब आम तौर पर योगात्मक एकत्रीकरण में क्या होता है कि हम एक वितरण मोड सामान्यीकरण करते हैं जिसमें एकता को स्थानीय प्राथमिकताओं के योग का सामान्यीकरण किया जाता है जिसका अर्थ है कि जब हम इसे सामान्य करने के लिए सभी मानों के योग द्वारा विभाजित करते हैं तो उस राशि का योग उन प्राथमिकताओं में एकता बन जाती है इसलिए आम भाजक इस गणना का हिस्सा बनने जा रहा है अब क्या होता है अगर कुछ विकल्पों का परिचय या निष्कासन होता है तो फिर से यह आम भाजक बदलने वाला है और इस परिवर्तन के कारण अन्य सभी मानों में परिवर्तन होने वाला है और इसलिए हम इसे तैयार करने वाली अंतिम रैंकिंग भी जा रहे हैं परिवर्तन इसलिए यह रैंक को उलटने की ओर ले जाएगा तो यह योगात्मक एकत्रीकरण के साथ एक समस्या है हालांकि उसी के समाधान की सिफारिश की गई है इसलिए सामान्यीकरण चरण में इसे सभी मूल्यों के योग से विभाजित करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं हम इसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के स्कोर से विभाजित कर सकते हैं उस अर्थ में रैंक रिवर्सल समस्या को हल किया जा सकता है इसलिए इस विशेष मोड को आदर्श मोड सामान्यीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां सभी प्राथमिकताओं के योग के बजाय हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ विकल्प द्वारा स्कोर को विभाजित कर सकते हैं अब एकत्रीकरण के लिए अन्य तरीके हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं उदाहरण के लिए गुणक एकत्रीकरण इसलिए जिस रैंक के बारे में हमने बात की थी वह उलट है उस विशेष मुद्दे को दूर करने के लिए गुणात्मक एकत्रीकरण भी प्रस्तावित किया गया है तो ये दो तरीके हैं एकत्रीकरण के तहत योगात्मक और गुणात्मक और जिन दो तरीकों के बारे में हमने बात की थी वितरण मोड सामान्यीकरण और आदर्श मोड सामान्यीकरण और इसलिए यह हमें इस विशेष तकनीक AHP के अंत में लाता है इसलिए AHP के तहत हमने विभिन्न तरीकों के बारे में बात की है हमने R कोड का उपयोग करते हुए RStudio में एक अभ्यास भी किया है और फिर हमने AHP के कुछ और पहलुओं के बारे में बात की है जो इस तरह की निर्णय समस्या के आधार पर महत्वपूर्ण हैं जो हम कर रहे हैं इनमें से कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है जो हमारी समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण विचार बनेंगे इसलिए इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान का समापन करते हैं धन्यवाद